सभी को नमस्कार आज हम जीआईएस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं जो विश्लेषण है जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरुआत में देखा था कि जीआईएस क्या है जीआईएस की परिभाषा क्या है और फिर जीआईएस के विभिन्न घटक विभिन्न प्रकार के डेटा जिन्हें जीआईएस संभाल सकता है हम डेटा को जीआईएस में कैसे लाते हैं फिर डेटाबेस सिस्टम जिसकी हमने चर्चा की है और अंत में अब हम जीआईएस के वास्तविक संचालन तक पहुंच गए हैं और यह जीआईएस विश्लेषण तीन भागों में है पहले भाग में हम विस्तार से जीआईएस में सरल प्राथमिक संचालन पर चर्चा करेंगे और जैसा की आप जानते हमने प्राथमिक संचालन और माध्यमिक संचालन के बारे में पहले भी चर्चा की है जीआईएस के प्राथमिक संचालन या बुनियादी कार्यों में आमतौर पर इन्हें हम उपकरण कहते हैं और हमने क्षेत्र और दूरी के माप के बारे में चर्चा की है मध्यवर्ती उत्पादकता के बारे में हम बाद के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे और यहाँ हम पुनर्लेखन के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए डेटा विश्लेषण कार्य प्रणाली में पहली बात यह है कि यह डेटा चयन और उसकी जाँच या डेटा की पुनर्प्राप्ति के साथ शुरू होता है क्योंकि यदि आप जीआईएस की परिभाषा को याद करें तो डेटा की कुशल पुनर्प्राप्ति जीआईएस के उद्देश्यों में से एक है तो यह पुनर्प्राप्ति बहुत कुशल होनी चाहिए और इसके लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें उपलब्ध है जो हम देखेंगे और हम इस व्याख्यान में वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे आवरणिय संचालन और अन्य संचालन जैसे संयोजकता संचालन इन सभी पर हम बाद में विश्लेषण के अंतर्गत चर्चा करेंगे पहली चर्चा इसकी विशेषताओं और स्थानिक पुनर्प्राप्ति जाँच के बारे में है जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा के दो वर्ग हैं पहला स्थानिक डेटा है और दूसरा विशेषता डेटा जिसे गैर स्थानिक डेटा भी कहा जाता है यदि हम बिंदु डेटा का उदाहरण लेते हैं जो एक स्थानिक डेटा है जिसके पास सिर्फ x निर्देशांक है और कोई आयाम नहीं लेकिन इसमें असंख्य प्रकार की विशेषताएं हो सकती है और विशेषता डेटा और स्थानिक डेटा के बीच एक गतिशील संबंध होता है जब भी हम उन वस्तुओं के भीतर एक स्थानिक डेटा को जाँचते हैं जो विशेषताओं की जाँच को संतुष्ट कर रहे हैं तब उनका चयन भी किया जाता है और उसके विपरीत यदि हम कुछ चयन करे या एक स्थानिक डेटा पर सवाल करते हैं और फिर उसी समय विशेषता डेटा का चयन करते है और फिर पुनः प्राप्ति करते है इसका मतलब हम उसे एक अलग फ़ाइल के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं लगभग सभी मानक जीआईएस सॉफ़्टवेयर में चयन के बाद डेटा का उपवर्ग आसानी से बनाया जा सकता है इस विशेषता जाँच को आप स्थानिक डेटा या अस्थानिक या विशेषता डेटा पर भी निष्पादन कर सकते हैं इस जाँच में स्थानिक जानकारी से स्वतंत्र विशेषता डेटा का प्रसंस्करण शामिल है उतक्रम तरीके से स्थानिक जाँच में स्थान या स्थानिक संबंध के आधार पर विशेषताओं का चयन शामिल है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा के बीच एक गतिशील संबंध है इसलिए आपके द्वारा एक डेटा वर्ग पर किया गया कोई भी संचालन स्व चालित रूप से दूसरे डेटा वर्ग पर भी किए जाते हैं और यह स्थानिक विश्लेषण प्रकार जीआईएस में उपलब्ध हैं जो विशेषता तथा स्थानिक डेटा जाँच दोनों को शामिल करता हैं स्थानिक जाँच मूल रूप से स्तिथि के आधार पर विशेषताओं का चयन करने की प्रक्रिया है और ये स्थिति वो है जो जीआईएस उपयोगकर्ता स्थानों स्थानिक संबंधों के आधार पर डालेंगे उदाहरण के लिए सड़क के तीन सौ मीटर के भीतर सभी विशेषताओं का चयन करना तो आप ये दो तीन शर्तें रख रहे हैं कि एक विशेषता सड़क या सड़क नेटवर्क है और फिर आप कह रहे हैं कि सड़कों के दोनों ओर 300 मीटर के भीतर जो भी विशेषताएँ आ रही हैं उन्हें चुना जाना चाहिए जब एक बार चयन हो जाता है तो आप डेटा और फ़ंक्शन के उपवर्ग के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता को प्रकाशन ढूंढ़ने में या मानचित्र की विशेषताओं से जुडे लक्षणों के रिकॉर्ड को अलग करने की अनुमति देता है इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों के बीच एक गतिशील कड़ी है और यह केवल स्थानिक डेटा हो सकता जिसे आप गवाक्षों के आधार पर चयन कर सकते हैं और ये गवाक्ष किसी भी आकार और माप की हो सकती हैं आप वृत्त बहुभुज रेखण आदि जो भी चित्रलेखा जानते हैं उससे सिर्फ स्थानिक डेटा बना सकते हैं यदि आपके पास पहले से ही निश्चित सीमा हो तो उसी आधार पर इसका चयन किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप आपके पास जीआईएस में भारत का आरेख है जो प्रदर्शित रहा है अब मान लीजिये आप केवल उत्तराखंड को चुनना चाहते हैं आपके पास उत्तराखंड की बहुभुज सीमा होनी चाहिए और एक बार जब आप निर्देश देते हैं या एक स्थानिक जाँच बनाते हैं तो जो भी उत्तराखंड की सीमा के भीतर स्थान आते है उनका चयन हो जायेगा एक बार जब वे चयनित हो जाते हैं तो आप अलग अलग लेख पत्रों के रूप में इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं इसलिए भारत का उप वर्ग उत्तराखंड के गांवों के रूप में आएगा और इसे पुनर्प्राप्ति चयन कहा जाता है डेटा पुनर्प्राप्ति में यह चीज़ें शामिल होती हैं पहले आपको बदलाव को खोजना होगा इसका मतलब यह है कि केवल चुनिंदा विशेषताएँ और फिर आउटपुट डेटा भौगोलिक स्थानों की विशेषताओ का संशोधन करे बिना जब आपने डेटा का उप वर्ग बनाया है तो आप डेटा को संशोधित नहीं कर रहे हैं न ही आप स्थानिक स्तिथि को बदल रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप डेटा को निकल रहे है उपवर्ग बना रहे है और आपके सिस्टम में एक अलग लेख पत्र के रूप में सुरक्षित कर रहे हैं और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि स्थानिक और अस्थानिक डेटा जुड़े हुए हैं और स्थानिक तत्व के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं यह महत्वपूर्ण है और जब भी आप जाँच करते हैं तो मूल डेटा हमेशा गहराई के रूप में रहेगा जब तक आप संपादन कर डेटा को बदलते नहीं हैं अन्यथा यह जाँच डेटा को कभी भी संशोधित नहीं करेगी क्योंकि आप इसे संशोधित नहीं कर रहे हैं आप संपादन नहीं कर रहे हैं इसलिए कुछ नया नहीं जुड़ेगा केवल डेटा का उपवर्ग तब तक बनाया जाएगा जब तक आप सिस्टम को निर्देश नहीं देते हैं यह पता लगाने के लिए कि किसी विशेष स्थान पर क्या मौजूद है इसलिए आपको चयन और जाँच प्रक्रियाओं के दौरान उत्तर मिलना शुरू हो जाता है मतलब उस स्थान पर डेटा की पुनर्प्राप्ति बिंदु डेटा रेखा बहुभुज या रास्टर की मानचित्रण इकाई हो सकती है तो किसी भी प्रकार का डेटा किसी भी प्रकार का सदिश किसी भी प्रकार का रास्टर पर आप स्थानिक जाँच कर सकते हैं लेकिन एक बात याद रखें एक सदिश डेटा में असंख्य प्रकार के गुण हो सकते है जबकि रास्टर डेटा में केवल एक ही गुण होगा उस विशेष गुण के आधार पर आप चयन कर सकते हैं और उस डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते है जिसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे और डेटा की पुनर्प्राप्ति सनियम तार्किक या अंक गणितीय संचालन का उपयोग करके हो सकती है यह उपकरण एक श्रेणी के तहत भी उपलब्ध हैं जिसे स्थानिक विश्लेषण कहा जाता है और यह कभी कभी सॉफ़्टवेयर पर भी निर्भर करता है यदि आप आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं जिसमें स्थानिक विश्लेषण मापांक या उसका विस्तार है तब आप इस विस्तार के लिए स्विच को चालू कर इसका उपयोग करते हैं जिसके लिए सभी उपकरण उपलब्ध हैं और ये उपकरण भी सशर्त चलते है जैसे कि यदि कोई मानचित्र में मान लीजिये 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई है तो वे सभी सेल जो इस शर्त को पूरा कर रही है उनका चयन किया जाएगा आप इन सशर्त जाँचों को बना भी सकते हैं आपके पास तार्किक प्रश्न कम ज्यादा हो सकते हैं आपके पास अंकगणितीय संचालन हो सकते हैं जैसे जोड़ गुणा घटाना और सभी प्रकार के संयोजन में आपके पास तार्किक संचालन हो सकते हैं जो बूलियन तर्क पर आधारित है जैसे a प्रतिच्छेदन b वो सभी चीज़े कर सकते है लेकिन हम उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में रख सकते हैं जिसे हम आवरण संयोजन कहते हैं जिसकी हम बाद में जीआईएस विश्लेषण के अन्य व्याख्यानों में चर्चा करेंगे तो आइए हम एक रास्टर मॉडल का उपयोग करते हुए पहले डेटा पुनर्प्राप्ति होते हुए देखते हैं रास्टर मॉडल में केवल एक विशेषता होगी जैसे की आप यहां देख सकते हैं यहाँ रास्टर की तीन परतें हैं एक मिट्टी है दूसरा एक चट्टान है और तीसरा एक ढलान है जिस पर यह मॉडल निर्भर करता है यदि आप रास्टर पर एक सेल का चयन करते हैं तो बची हुई सभी परतों की सेल भी चुन ली जाएगी और यहाँ आपको जानकारी मिलती है कि मिट्टी के मामले में रेत की मोटाई बहुत अधिक है और उन सभी विवरणों को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है पहले मानचित्र में मान लीजिये यहाँ मिट्टी की दो अलग अलग परतें हैं यह गाद प्रकार की मिट्टी है दूसरे मानचित्र में जो चट्टान मानचित्र है उसमे ग्रेनाइट की चट्टान है और उसकी शक्ति अधिक है यदि उस विशेष जानकारी को आपने वहां रखा है तो यह एक ढलान का मानचित्र हो सकता है जो एक सौम्य ढलान है यह सभी जानकारी पुनर्प्राप्त की जा सकती है और मूल रूप से इसकी कोई सीमा नहीं है सैद्धांतिक रूप से इसकी कोई सीमा नहीं है डेटा की पुनर्प्राप्ति हो सकती है एक साथ दस परतो की रास्टर या सदिश होने पर जीआईएस के साथ काम करने यह एक बहुत अच्छा लाभ है अब ऐसे कार्यों का भी उपयोग किया जा सकता है जो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कार्यों में से एक हैं निकटतम प्रकार्य परीक्षण प्रकार्य आपके द्वारा आस पास और निकट में दी गयी परिस्तिथि के अनुसार खोज करेगा और वे अपने पड़ोस की कुछ विशेषताओं के अनुसार प्रत्येक परियोजित विशेषता का मूल्य निर्धारित करेगा यदि वे विशेषताएँ इस तंत्र में संग्रहीत हैं तो आप निश्चित रूप इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं काम का क्षेत्र या परीक्षण क्षेत्र आमतौर पर वर्गाकार आयताकार गोलाकार या कोई भी स्वेछित आकार हो सकता है लेकिन इस आकार में बहुभुज होना चाहिए और फिर उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं बहुरेखिय डेटा का भी उपयोग किया जा सकता है इन सभी का निर्धारण माप आकार और अन्य चीजों का विश्लेषण करके किया जाएगा इसका प्रबंध केवल विश्लेषक खुद और जीआईएस विशेषज्ञ ही कर सकता है अब दूसरा पुनर्वर्गीकरण डेटा चयन जाँच पुनर्प्राप्ति के बाद आएगा चलिए पुनर्वर्गीकरण को देखें क्योंकि कभी कभी आपके पास एक मानचित्र या बहुभुजीय मानचित्र होता है जिसमे भूगर्भीय जानकारी होती है इसलिए मैं इसे यहां उदाहरण के रूप में ले रहा हूं मूल रूप से हम मानचित्र को वर्गीकृत करना चाहते हैं एक सरल भूगर्भीय मानचित्र के बजाय हम चट्टानों को उनके मौजूद किनारों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहते हैं यही पुनर्वर्गीकरण है यह समान बात इस मानचित्र के साथ भी है इसमें विभिन्न चट्टानों की शक्ति के बारे में जानकारी है तो इसी मानचित्र को हम ताकत के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं इस प्रकार के संचालनों को हम पुनर्वर्गीकरण कहते हैं पुनर्वर्गीकरण में चयनित परत के डेटा का चयन और प्रस्तुति शामिल है जो वर्गों या मूल्यों की विशिष्ट विशेषता पर आधारित है इस विशेषता को वहां होना चाहिए और उसी के आधार पर आप डेटा को पुनर्वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि प्रस्तुति की शैली अलग हो जाए और वह मानचित्र सामान्य मानचित्रों से अधिक उपयुक्त हो जाए और इसमें विशेषता को देखना भी शामिल है उदाहरण के लिए यदि इसमें चट्टानों के किनारे है तो आप किनारे की विशेषता का उपयोग करके पुनर्वर्गीकरण कर सकते हैं या विशेषताओं की एक श्रृंखला भी ले सकते है आपके पास एकल डेटा की परत भी हो सकती है और आम तौर पर पुनर्वर्गीकरण एक एकल बहुभुज परत पर किया जाता है और डेटा की परत को विशेषता के मूल्यों की सीमा के आधार पर पुनर्वर्गीकृत करते है इसे आप भी कर सकते हैं यदि आप एक निरंतर मानचित्र जैसे कि एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल जिसमे ऊंचाई निरंतर बदल रही है मान लीजिए कि आपके पास ऊंचाई की एक श्रेणी है जिसमे न्यूनतम ऊंचाई शून्य है और अधिकतम ऊंचाई एक हजार है तो हम इस मानचित्र की पुनरावृत्ति कर सकते है निरंतर के बजाय इसे खंडित कर सकते है मैं इसे दस श्रेणियों में खंडित चाहता हूं जो 0 से 100 तक या 1 से 200 आदि हो सकता है मूल्यों की श्रेणी विशेषताओं के लिए भी की जा सकती है जो मानचित्र का पुनर्वर्गीकरण करती है मिट्टी के मानचित्र का पुनर्वर्गीकरण यदि आपके पास पहले से ही मिट्टी के मानचित्र के अलग अलग बहुभुज के लिए पी एच का मान हो तो पुनर्वर्गीकरण किया जा सकता है ऊंचाई का पुनर्वर्गीकरण जैसा कि मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है कि उपयोगकर्ता विभिन्न वर्ग और श्रेणी को परिभाषित कर सकता हैं या यदि आप परिभाषित नहीं करना चाहते हैं तब आप सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए दो उपकरण उपलब्ध हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे जीआईएस विश्लेषण के बाद की कक्षाओं में वर्गीकरण मूल रूप से वर्गीकरण से पहले और बाद की श्रेणियों की संख्या पर आधारित है और जीआईएस में तीन प्रकार के वर्गीकरण का उपयोग किया जा सकता है पहला प्रत्येक के लिए अलग अलग मूल रूप से इसका सम्बंध और दूसरा कई के लिए एक और तीसरा एक के लिए कई है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग में वर्गीकरण श्रेणियों की समान संख्या के पहले और बाद में शामिल है उनके द्वारा की गई स्थानिक वस्तुओं की ज्यामिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए उन्हें पुन सौंपा गया है तो जो भी बहुभुज मानचित्र हैं आपको बहुभुज मानचित्रों की संख्या को पुनर्वर्गीकृत करना होगा जो पहले ही प्रदर्शित की गयी है उसमें संख्या समान होगी केवल उनकी विशेषताओं में परिवर्तन होगा और कई के लिए एक में वर्गीकरण के बाद की श्रेणियों की संख्या है इसमें प्रक्रिया से पहले श्रेणियों की संख्या से छोटी होती है और यह सामान्यीकरण या एकत्रीकरण या विलय को लाता है सामान्यीकरण विलय और एकत्रीकरण इन चीजों पर हमने अन्य व्याख्यानों में चर्चा की है आखिरी है एक के लिए कई के शुरू में आपके पास कुछ बहुभुज थे आप मानचित्र को पुनर्वर्गीकृत कर सकते हैं आपके पास कई बहुभुज हैं तो वर्गीकरण के बाद की श्रेणियों की संख्या वर्गीकरण के पहले की तुलना में अधिक होगी सदिश प्रारूप में स्थानिक वस्तुओं को अलग अलग वस्तुओं में विभाजित किया जाता है रास्टर प्रारूप में उदाहरण के लिए आउटपुट मानचित्र में प्रत्येक पिक्सेल को विशिष्ट पहचान सौंपी जाती है आइए अब हम एक उदाहरण देखें एक भू गर्भीय मानचित्र जो यहां प्रदर्शित किया जा रहा है अलग प्रकार के शैल लक्षण यहां प्रस्तुत किए गए हैं यदि हम अपनी विशेषता तालिका में यह देख रहे हैं तो हम पाएँगे की यह वर्गीकृत है अब यहाँ हमारे पास 20 से अधिक वर्गों की संख्या है इनका हमने पुनर्वर्गीकरण किया है और हमने आयु का उपयोग मापदंड के रूप में किया है और कई के लिए एक प्रक्रिया में परिवर्तित किया है अब हमने 20 से घटाकर 7 श्रेणियां कर दी हैं उन बहुभुज का क्या हुआ जो वहां थे मैंने उनको घटा दिया है और यह पूरा क्षेत्र जो हम देख रहे हैं वहाँ कई प्रकार के शैल लक्षणों को प्रदर्शित किया था लेकिन जब हम चट्टानों की किनारों को लेकर चलेंगे और यह काफी व्यापक किनारा है और इसलिए यहाँ बहुत सारे बहुभुज गायब हो गए हैं और केवल बड़े वर्ग यहां आ रहे हैं इसलिए श्रेणियों की संख्या कम हो गई है और इसलिए प्रस्तुतीकरण बी ने इस नक्शे का विवरण करना शुरू कर दिया जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ श्रेणियां बहुत अधिक हो गयी हैं इस उदाहरण 7 में श्रेणियों की संख्या कम हो गई हैऔर इसलिए ये मानचित्रों या प्रस्तुति बहुत ही ज्यादा आसान और उपयोगी हो गयी है क्योंकि अब हम विभिन्न चट्टानों को उनके किनारों के आधार पर समझ सकते हैं और वह हमारे विज्ञान अध्ययन के आरेखन में है इसलिए हम हमेशा चट्टानों को उनके किनारे से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो यह पुनर्वर्गीकरण का लाभ है लेकिन यह जानकारी आपके विशेषता डेटा के पास होनी चाहिए यदि यह जानकारी नहीं है तो यह नहीं किया जा सकता है हालांकि अगर हम कुछ स्रोत द्वारा उस जानकारी को विशेषता में जोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के वर्गीकरण को प्राप्त कर सकते हैं अब यह मानचित्र जो यहां प्रदर्शित किया गया है इसमें यदि विशेषता डेटा में विभिन्न शैल लक्षण की जानकारी है तो उनको मिलाकर शैल लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन हमने इन्हें तीन मुख्य प्रकार आग्नेय अवसादी और कायांतरित में मिला दिया है इसलिए संकेतिका में बहुभुज की संख्या और वस्तुओं की संख्या कम होकर अब तीन हो गयी है यह वास्तव में एक से कई वर्गीकरण का उदाहरण है मानचित्र और भी सरल और आसानी से समझा जा सकता है कि चट्टानें कहां हैं अवसादी चट्टानें कहां हैं आग्नेय चट्टानें कहां हैं और रूपान्तरित चट्टानें कहां हैं यही पुनर्वर्गीकरण का लाभ है इसी प्रकार मानचित्र का एक पुनर्वर्गीकरण यहाँ दिया गया है यहाँ हम उपयुक्त भूमि विशेषता का उपयोग कर रहे हैं और वहां सड़क के मानचित्र हैं और शहर के खंड हैं जहां घर बने हैं तो आप यहां से एक तालिका का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे भूमि उपयोग में बदल सकते हैं जैसे ही हम भूमि उपयोग में परिवर्तन करते है मान लीजिये लाल रंग आवासीय क्षेत्र को दिखा रहा है आवासीय भू खंड को एक रंग दिया गया है जो लाल रंग है जो सभी मनोरंजक क्षेत्र है जैसे कि बगीचे या कुछ खेल के मैदान उनको हरा रंग इत्यादि दिया गया है इस मानचित्र में शुरू में कुछ विशेषताएँ थी जैसे अगर हम इस भूमि उपयोग विशेषता का प्रयोग करते हैं और इस मानचित्र को पुनर्वर्गीकृत करते हैं तब मानचित्र को समझना बहुत आसान हो जाता है उस नक्शे से जिसमे विभिन्न संख्याएं होती हैं तब आप आसानी से पहचान नहीं सकते हैं कि आवासीय क्षेत्र कौन से हैं जब तक आप उनकी विशेषताओं को नहीं देख लेते लेकिन यहाँ उस विशेषता का उपयोग करके हम वर्गीकरण कर सकते हैं इसलिए मानचित्र आसान हो जाता है तो पुनर्वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य विलय समग्र या सामान्यीकृत करना है यह लगभग सामान्यीकरण का उदाहरण है रास्टर के मामले में इन्हें फिर से विशेषता मान के आधार पर पुन निर्धारित किया जाता है एक के लिए एक में बहुभुज की संख्या में परिवर्तन नहीं होता प्रारंभिक मानचित्र में तीन बहुभुज और तीन अलग अलग मिट्टी हैं जिसमें विशेष जानकारी रिसाव के पहले की थी मैं यहां मिट्टी को उसके रिसाव के मूल्य के आधार पर 1 2 और 3 प्रकार में पुनर्वर्गीकृत कर सकता हूं 1 और 2 वर्ग की मिट्टी का समान रिसाव मान हैं इसलिए यहाँ सीमा गायब हो गई है और वे सभी एक रंग प्राप्त कर रहे हैं और फिर श्रेणी 3 में रिसाव मान अलग है यहाँ बहुभजों की संख्या कम हो गयी है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही रंग के हैं इसलिए वे एक ही रूप में दिखाई दे रहे हैं अन्यथा इस विशेष उदाहरण में तीन बहुभुज है इसी प्रकार इसे यहाँ नाम की विशेषता के आधार पर निर्धारित किया है हम नाम मात्र विशेषता का उपयोग करके इसको पुन निर्धारित कर सकते है इसलिए यदि कुछ नाम हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ये मौजूद हैं हम कहते हैं कि ये समान हैं यहाँ शून्य मान को निर्धारित किया गया है और फिर अगला मान तीन को निर्धारित किया गया है इसलिए फिर से आपने यहां बहुभुजों की संख्या कम कर दी है क्योंकि जो शर्त रखी गई थी कि अगर मिट्टी लाल क्षेत्र के बराबर है तो इसका मूल्य तीन होगा नहीं तो यह शून्य होना चाहिए इस तरह का वाक्यविन्यास आपको हर स्थानिक जाँच में डालना होगा अब यहाँ नर्वर्गीकरण का एक और उदाहरण है जहाँ फिर से तालिका का उपयोग किया गया है ये प्रारंभिक हैं और ये तीन इकाइयाँ हैं रिमोट सेंसिंग डेटा के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में स्लाइसिंग द्वारा डेटा का वर्गीकरण एक बहुत ही सामान्य तकनीक है और जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं तो इसे घनत्व स्लाइसिंग कहते हैं एकल परत पर आप पिक्सेल के मान की संख्या को 8 बिट की छवि में इकट्ठा कर सकते हैं जिसका मान 0 से 55 के बीच होगा इसका मतलब है शुरूआत में 256 वर्गों के मूल्य होंगे अब इन्हें 256 वर्गों को घटाकर 8 वर्गों तक सीमित किया जा सकता है मूल्यों की श्रेणी देकर और एक विशेष रंग निर्धारित करके और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो हम उसे घनत्व स्लाइसिंग कहते हैं इसी तरह यहां एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जो अनवरत है इस उदाहरण में यह एक सतत डेटा को प्रदर्शित कर रहा है अब हम इसे पुनर्वर्गीकृत कर सकते हैं और इसे ऊँचाई की श्रेणी दे सकते हैं ऊँचाई की सीमा 0 से 100 और फिर 201 से 400 और शेष 900 के बीच होती है और जब हमने यहां अलग अलग रंग निर्धारित किए तो हमें इस तरह का मानचित्र मिला है जो वर्गीकृत मानचित्र है अगर यह निरंतर डेटा के रूप में है विशेषतर ऊँचाई डेटा को कुछ वर्गों में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है उन्हें हम राहत मानचित्र कहते हैं जिसे उदाहरण के रूप में यहाँ दिखाया गया है यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप निरंतर डेटा लेने के बजाये वर्णन कर वर्गीकृत प्रक्रिया से डेटा को पृथक कर सकते हैं सांकेतिक को भी यहाँ लगातार देखा जा सकता है संकेतिका 0 से 900 मीटर है यहाँ आपके पास तीन अलग अलग रंग हैं और उनकी श्रेणी भी यहाँ पर है अब आप स्वचालित वर्गीकरण भी कर सकते हैं क्योंकि एक बार जब आप अपना समावेश करना शुरू करते हैं जिसमे आँकड़े या मूल्य और उनकी सीमाएँ और उनकी विविधताएँ है तब आप सीधे को ला सकते हैं उदाहरण के लिए आप बराबर संख्या का समान अंतराल या समान आवृत्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं और फिर आप इसे वर्गीकृत कर सकते हैं सांख्यिकीय विधियों पर आधारित वर्गीकरण तकनीक इस विषय पर उदाहरण में दिखाया गया है जिनकी हम बाद के व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ दिया गया उदाहरण यह है कि मूल सीमा को इसके अंतराल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है उसको आवृत्ति मूल्यों के घटने की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है जीआईएस विश्लेषण 1 की पहली प्रस्तुति का यह अंत है और अगले व्याख्यान में हम विश्लेषण 2 और फिर उसके अगले में विश्लेषण 3 में बहुत गहराई तक जाएँगे